यदि आप ब्रह्मांड को देखें तो उसमें बहुत सारे तारे हैं उनमें से कुछ रेडियो तारे हैं जो रेडियो आवृत्ति तरंगों का उत्सर्जन करते हैं यह तारे बहुत सारी ऊर्जा का उत्सर्जन "माइक्रोवेव विकिरण" के रूप में करते हैं और हम इन रेडियो स्रोतों को ठीक से सुनकर उनसे कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार के अतिरिक्त स्थलीय स्रोतों को सुनने के लिए माइक्रोवेव तकनीक की आवश्यकता होती है आप देखें कि सूर्य से सौर प्रज्वाल का उत्सर्जनहोता है जोकि हमारे वायु मंडल में प्रवेश कर हमारी संचारव्यवस्था कोखराब कर सकता है तो वहाँ भी आपको माइक्रोवेव तकनीक को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में हमें क्या करना है हमारी संचार प्रणालीका बचाव कैसे करना है हमारे विभिन्न एप्लिकेशन सिस्टम सौर प्रज्वाल से अछूत रहते हैं आप देखें कि यह एक बहुत ही सामान्य बात है हम आकाश में बिजली चमकते देखते हैं अब हमारे पास मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रणालियां हैं जिन्हें इस आसमानी बिजलीसे सुरक्षा की आवश्यकता है इसलिए यह समझने के लिए आपको माइक्रोवेव तकनीक को समझने की आवश्यकता है आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती माँ बहुत सारे उपग्रहों से घिरी हुई है अब उनमें से अधिकांश उपग्रह मनुष्य द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम उपग्रह हैं और हमें अपनी अंतरिक्ष की समझ का विस्तार करने के लिए उससे संवाद करने के लिए और उससे डेटा इकट्ठा करने के लिए माइक्रोवेव तकनीक को समझने की आवश्यकता है आप आज की दुनिया देखें तो हम सभी वाई फाई उपग्रहों मोबाइल टॉवरों से घिरे हुए हैं आपके पास टीवी पेजर हैं आपके पास सेल फोन हैं आपके पास जमीन पर विभिन्न प्रकार के संचार एंटेना स्थापित हैं आपके पास आपका कंप्यूटर है हर कोई इन यंत्रों के माध्यम से विकिरण कर रहा है और यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह लगते हैं आपको उनके पीछे की तकनीक को जानने की जरूरत है जो कि माइक्रोवेव तकनीक है आप विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को देखें आप देखेंगे कि एक बड़े तरंगदैर्घ्य वाली तरंग जोकि एक बड़े फुटबॉल मैदान या एक बड़े स्टेडियम के समान है से लेकर एक बहुत छोटे तरंगदैर्घ्य वाली तरंग जोकि एक पानी के अणु या एक इलेक्ट्रॉन या एक उप परमाणु के समान है ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बहुत छोटी आवृत्ति से लेकर बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे शामिल होती हैं जोकि आमतौर पर 100 हर्ट्ज से लेकर10 के घातांक 20 तक जा सकती हैं तो ये सभी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं लेकिन जैसा कि आप स्लाइड से देख सकते हैं कि रेडियोवेव और माइक्रोवेव का एक व्यापक विभाजन है जोकि किलोहर्ट्ज़ श्रेणी की आवृत्तियों से लेकर गीगाहर्ट्ज़ श्रेणी की आवृत्तियों तक जाता हैं हम मोटे तौर पर उस हिस्से को रेडियोवेव कहते हैं जिसमें आवृत्तियों की श्रेणी 100 हर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ की तरंग को माइक्रोवेव कहा जाता है तो मूल रूप से इन आवृत्तियों की श्रेणी में इन एप्लिकेशन को संभालने के लिए हमारे पास कुछ तकनीकें हैं अब आप देखिए कि बीसवीं शताब्दी में कुछ आविष्कार हुए थे यह थे रेडियो रेडियो संचार का आविष्कार बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में ट्रांसक्शनल संचार द्वारा किया गया था फिर हमने टीवी संचार वगैरह देखा है अब रेडियो के आविष्कार के कारण यह रेडियो संचार टीवी संचार संभव हो गया है इसके अलावा बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में ही विमान का आविष्कार भी किया गया था जिसने एवियोनिक्स के क्षेत्र को जन्म दिया और फिर विमान में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी माइक्रोवेव को जन्म दिया उच्च स्तर पर मानव जाति इसे रडार के नाम से जानती है जिसके द्वारा हम हवाई जहाजों या कोई और चीज का पता लगा सकते हैं जो हमारे पास आ रही है पिछली शताब्दी के मध्य में ही ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था जिसने आईसी IC को जन्म दिया इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बहुत कम आयतन या क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में यह ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी संकलित होते हैं और आजकल हम इसे वैरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप से जानते हैं तो यहां भी माइक्रोवेव तकनीक बहुत उपयोगी है क्योंकि जब दो ट्रांसमिशन लाइनें पास होती हैं तो बहुत सारे कपलिंग वगैरह के मुद्दे होते हैं जिनको रोक दिया गया है और उन सभी का विश्लेषण इस माइक्रोवेव तकनीक द्वारा किया गया है अब आप यह भी जानते हैं कि पिछली सदी के सत्तर या अस्सी के दशक में माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ था और इसने हर चीज के नियंत्रण को डिजिटल माध्यम से करना संभव किया और आखिरकार माइक्रोप्रोसेसर उन कंप्यूटरों में विकसित हुए जो आज हमारे घरों में पाए जाते हैं उन कंप्यूटरों में भी आज क्लॉक स्पीड लगभग गिगाहर्ट्ज़ तक आ रही है इसलिए ऐसी बहुत सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जो उनसे निकलती हैं और आपको उन्हें समझने के लिए माइक्रोवेव तकनीक की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए हम यहां एक एप्लिकेशन देखते हैं मान लीजिए कि सभी देश आजकल विभिन्न उपग्रहों विभिन्न रोबोटों और विभिन्न सलाहकारोंको ग्रहों की खोज करने के लिए भेज रहे हैं अब यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि किसी नए ग्रह में क्या है तो आप देखते हैं कि आप उपग्रह को प्रवाहित करते हैं जैसे कि स्लाइड यह कर रही है कि यह ग्रह के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान रखती है और फिर यह परावर्तित डेटा को एकत्रित करती है और इससे आप देखें कि परत दर परत जानकारी मिलती है आपइसको बाहर निकाल सकते हैं और आप ग्रहों की मिट्टी के नीचे यह परत दर परत करते रह सकते हैं और इस तरह आपको विभिन्न परतों की जानकारी मिलती हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकते हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक यह पता करते हैं कि ग्रहों की यह विभिन्न परतें किससे बनी हैं वहां कौन कौन सेखनिज पदार्थ हैं वहां कौन कौन से मूल्यवान खनिज पदार्थ हैं जो पृथ्वी में उपलब्ध नहीं हैं या जो पृथ्वी में दुर्लभ हैं उनको वहां से निकाला या लिया भी जा सकता है इसी तरह आप मान लीजिए कि आपके पास एक नया क्षेत्र है और वहां आप विभिन्न प्रकार की संचार प्रणाली को शुरू करना चाहते हैं और अपने रडार वगैरह को तैनात करना चाहते हैं तो आप पहले यह समझना चाहते हैं कि वहां मौजूदन एम्बिएंट ambientपरिवेश क्या है इस स्लाइड में आपको पहले यह जानने की आवश्यकता है कि विद्युत क्षेत्र कैसा दिखता है आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी विशेष भूभाग में कैसे दिख रहा है तो ऐसा करने के लिए आपको उन उपकरणों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम इस लेक्चर में समझेंगे हाल ही में एक नया विस्तार सामने आया है कि आजकल हम एक बहुत छोटी अवधि की पल्स भेजना चाहते हैं मान लीजिए कि यह अवधि 50 पिकोसेकंड है अब जब एक परमाणु विस्फोट होता है तो इस प्रकार की पल्स पृथ्वी पर आती है इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि अगर हमारे सिस्टम इसके प्रभाव में आते हैं तो क्या होता है लेकिन आम तौर पर मानव जाति के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता था जिसके द्वारा हम या तो इस प्रकार के तरंगों का पता लगा सकते या इनको प्रसारित कर सकते लेकिन 1995 में एक एंटीना बनाया गया जिसको इम्पल्स रेडिएटिंग ऐन्टेना कहते हैं इसको पूर्ण रूप से माइक्रोवेव तकनीक के नजरिए से बनाया गया था ताकि अब आप 300 मीटर की दूरी पर भी 5 किलोवोल्ट प्रति मीटर का अनुभव किया जा सके जो कि असल में 300 मीटर दूर है यदि आप 150 पिकोसेकंड की पल्स अवधि से लगभग एक किलोवोल्ट प्रति मीटर महसूस करवा पाए तो आप एक पल्स द्वारा विभिन्न श्रेणियों की आवृत्तियों 40 मेगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक का उत्पादन कर सकें अब यह पूर्ण रूप से तब संभव हो पाया जब माइक्रोवेव तकनीक लागू की गईऔर यह ऐन्टेना बना यह लगभग पिछली सारी शताब्दी में नहीं जाना गया लेकिन सौभाग्य से सदी के आखिरी दशक में 1995 में हमें यह एंटीना मिला जिससे आज कई जबरदस्त एप्लिकेशन बनी है और इसने माइक्रोवेव तकनीक के पूरे खेल को बदल दिया यह उस एंटीना का एक बेहतर दृश्य है और आप देख सकते हैं कि यह एक डिश एंटीना है ट्रांसमिशन लाइनें ठीक से डिज़ाइन की गई हैं ताकि आप उन तक एक शुद्ध पल्स का विकीर्ण लगभग एक इम्पल्स impulseआवेग की तरह कर सकते हैं अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं मान लीजिए कि कहीं एक भूकंप या हिमस्खलन है और एक व्यक्ति उस भूकंप मलबे या हिमस्खलन की बर्फ के कारण नीचे दफन है अब आप पहलेयह पता लगाना चाहेंगे कि वहां कोई व्यक्ति है या नहीं पहले इसे पता करने के कोई माध्यम नहीं थे खोजी कुत्ते या हेलीकॉप्टर वगैरह यह नहीं देख सकते कि उप सतह में क्या है लेकिन इम्पल्स रेडिएटिंग ऐन्टेना जैसी तकनीक से अब लोग यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है जो 1 से 2 मीटर बर्फ या 1 से 2 मीटर मलबे के नीचे छिपी है और फिरऐसी तकनीक भी आ रही है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वह मृत है या जीवित है ताकि यह पता लग सके कि सह संचालन कम चाहिए या ज्यादा अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऍप्लिकेशन्स हैं जहाँ हम कहते हैं कि ये आरएफ डिज़ाइन या माइक्रोवेव डिज़ाइन की आवश्यकता है अब आमतौर पर हमारी स्नातक कक्षाओं के प्रारंभिक चरणों में हमें विभिन्न प्रकार की एनालॉग और डिज़ाइन प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं जैसे कि आपको सिखाया जाता है कि सी एम्पलीफायरों को कैसे डिज़ाइन किया जाए फेट एम्पलीफायर कैसे डिज़ाइन करें फ़िल्टर वगैरह को कैसे डिज़ाइन किया जाए लेकिन आरएफ डिज़ाइन इससे थोड़ा अलग है क्योंकि यह मुख्य रूप से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के सिद्धांत से विकसित होता है फिर एक तकनीक के रूप में यह माइक्रोवेव तकनीक से विकसित हुआ अब मुख्य तर्क क्या हैं यहां कैसे एफ आरएफ डिजाइन माइक्रोवेव डिजाइन से अलग है आरएफ डिज़ाइन बेसबैंड एनालॉग या डिजिटल डिज़ाइन से भिन्न होता है तो पहली बात यह है कि आप प्रतिबाधा सुमेलन देख रहे हैं वास्तव में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम maximum power transfer theoremअधिकतम शक्ति अन्तरण प्रमेय से हमें यह पता चलता है कि अगर यहां एक ऊर्जा का स्रोत है जोकि इलेक्ट्रॉनिक शक्ति का स्रोत है तो एसी शक्ति जिसे आप एक लोड को वितरित करना चाहते हैं तो लोड और स्रोत का मिलान होने पर उनके बीच एक कोंजूगेट conjugateसंयुक्त संबंध होना चाहिए तो उस अधिकतम शक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से एनालॉग या डिजिटल बेसबैंड डिजाइन में यह हमेशा लागू नहीं होता है क्योंकि यह बेसबैंड में होते हैं इसका मतलब यह है कि जहां आपका मूल स्रोत या तो यह एक ऑडियो स्रोत है या एक वीडियो स्रोत है इनके आवृत्ति कम होती हैं आमतौर पर यह कुछ किलोहर्ट्ज़ या छोटी मात्रा में मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति होती हैं तो आपके पास ऐसे बहुत से स्रोतों बहुत सारी ऊर्जा है तो यहां शक्ति की समस्या नहीं है यही कारण है कि वे उन डिजाइनों से वोल्टेज वगैरह को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब हम अधिक आवृत्ति की श्रेणी में जाते हैं जब बिजली का उत्पादन बहुत महंगा होता है तो यह एक महंगा संसाधन है यही कारण है कि आरएफ डिज़ाइन वाले लोग इस बारे में बहुत विशेष ध्यान रखते हैं कि कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शक्ति स्थानांतरण को अधिकतम करें यही कारण है कि वे बहुत विरल हैं वे इस प्रतिबाधा मिलान के लिए बहुत देखभाल करते हैं जबकि हम कह सकते हैं कि एनालॉग या डिजिटल डिजाइन इसके प्रति उदासीन हैं एक उदाहरण मैं कहूंगा कि जब हम एसी एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो हम यह कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे डिजाइन लक्ष्य में इनपुट प्रतिबाधा अधिकतम होगी और आउटपुट प्रतिबाधा कम होगी लेकिन अधिकतम शक्ति अन्तरण प्रमेय के अनुसार हमइस स्वतंत्रता में नहीं हैं क्योंकि वह कौन सा स्रोत है जो हमें इनपुट साइड और आउटपुट दोनोंतरफ से मिलाना होगा लेकिन हम यह स्वतंत्रताकम आवृत्ति के डिज़ाइन या बेसबैंड डिज़ाइन के मामले में ले सकते हैं हम एक विशिष्ट एनालॉग डिजिटल डिज़ाइन देखते हैं क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति है इसलिए भले ही यह पॉवर के लिहाज से इष्टतम न हो एसी एम्पलीफायर का डिज़ाइन जो कि एक क्लासिक और बहुत अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर है उसमें हम अधिकतम शक्ति अन्तरण प्रमेय पर इतना ध्यान नहीं देते जबकि RF आवृति में या माइक्रोवेव आवृत्ति में हम इस ओर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं कि प्रतिबाधा मिलान आरएफ डिजाइन के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों है और हम उन प्रतिबाधा मिलान करने के तरीके से निपटने के लिए विशेष लेक्चर देंगे फिर आप आम तौर पर देखते हैं कि कम आवृत्ति वाली चीज़ में हम जब आयी डायग्राम के बारे में याद करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यदि आपके पास एक डिजिटल सिग्नल है तो आम तौर पर किस हद तक आवृत्तियों का हस्तक्षेप उसके प्रवाह में बाधा डालता है यह हम आयी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं लेकिन माइक्रोवेव के क्षेत्र में आम तौर पर किसी भी ब्लॉक जैसे कि एक एम्पलीफायर ब्लॉक या एक एस्केलेटर ब्लॉक या मिक्सर ब्लॉक वगैरह में हम हमेशा महत्वपूर्ण फ्रीक्वेंसी रिस्पांस frequency responseआवृत्ति अनुक्रिया को देख लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप आवृत्ति बदलते हैं या फिर जब आप उच्च आवृत्ति में होते हैं तो यह बुनियादी ब्लॉक विभिन्न आवृत्तियों पर एक कपैसिटर capacitorसंधारित्र की तरह अलग अलग व्यवहार करते हैं यह एक कपैसिटर capacitorसंधारित्र के रूप में व्यवहार कर सकता है लेकिन यदि आप आवृत्ति बदलते हैं तो यह एक रेसिस्टर resistorअवरोधक या इंडक्टर inductorप्रेरित्र भी बन सकता है एक इंडक्टर भी इसी तरह किसी आवृत्ति पर एक कपैसिटर capacitorसंधारित्र या रेसिस्टर बन जाता है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस frequency responseआवृत्ति अनुक्रिया एक महत्वपूर्ण बात है और हमेशा आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप आवृत्ति को बदलते हैं तो सर्किट के वही घटक उसको एक नया रूप दे देते हैं तो यही कारण है कि आरएफ डिजाइन के लिए आवृत्ति अनुक्रिया एक बहुत ही उपयोगी चीज है फिर आम तौर पर यह देखा जाता है कि डिजिटल सर्किट वगैरह में हम टाइम डोमेन की बात करते हैं जबकि यह स्पष्ट है कि आरएफ डिजाइन में ज्यादा ध्यान आवृत्ति डोमेन की तरफ दिया जाता है है इसका एक कारण यह भी है कि जैसा कि आपने देखा है कि उन बहुत छोटी पल्स तरंगों और उस प्रकार की आवेग तरंगों वगैरह को पिछले आरएफ सर्किट पारित करने में सक्षम नहीं थे लेकिन अब यह अंतर टाइम डोमेन में भी सामने आ रहा है अब बहुत सारी माइक्रोवेव तकनीक आ रही हैं लेकिन तरंगों में जो कुछ भी मौजूद है वह आवृत्ति डोमेन में पता करना आरएफ डिजाइन के लिए उपयोगी है अब आप देखें कि आप किसी भी उपकरण को देखते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि कम आवृत्ति की चीज में हम एक तरंग को देखने के लिए ऑसिलोस्कोप पर देखेंगे लेकिन उच्च आवृत्ति पर हमें आवृत्तियों को बदलते हुए यह देखने की आवश्यकता है कि उनके व्यवहार में क्या बदलाव हो रहा है और हमें एक तरंग की तरह इसकी एक तस्वीर मिलनी चाहिए जिससे यह पता चल सके के यह तरंग आगे की दिशा में जाने वाली है या फिर परावर्तित होकर वापस लौट रही है इसलिए यह ऑसिलोस्कोप से जान पाना मुमकिन नहीं है यही कारण है कि आरएफ आवृत्ति पर हम मूल रूप से नेटवर्क एनालाइजर का प्रयोग करते हैं इसलिए हम इस पाठ्यक्रम की श्रृंखला के अंत में नेटवर्क एनालाइजर भी देखेंगे मूल इकाई जिसमें एनालॉग या डिजिटल बेसबैंड डिजाइन करते हैं वे आम तौर पर वोल्टेज की बात करते हैं यदि वोल्टेज रेंज काफी अधिक हो तो वह अब्सोल्युट स्केल की बजाय आमतौर पर डीबी स्केल में व्यक्त की जाती है तो वे डीबी वोल्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन आरएफ डिज़ाइनों में हम न केवल वोल्टेज की बात करते हैं बल्कि उस वोल्टेज और विद्युत धारा के क्रॉस प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जो हमें शक्ति प्रदान करता है तो डीबी स्केल की शक्ति की इकाई डीबी वाट है तो हम डीबी वाट की बात करते हैं मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई अब्सोल्युट स्केल पर है मान लीजिए मेरे पास 10 वाट की शक्ति है 10 वाट की शक्ति को मैं इसके बराबर शक्ति वाली इकाई डीबी वाट में परिवर्तित कर सकता हूं चूंकि यह एक शक्ति की मात्रा है मुझे 10 का लघुगणक लेना होगा जिसका आधार 10 होगा और फिर 10 से गुणा होगा 10 log10 dBW 10 dBW तो यह गुणांक बिजली की मात्रा के लिए है यह 10 dBw है तो इसके द्वारा आप किसी भी शक्ति की गणना dBw में कर सकते हैं शक्ति की एक और इकाई है जिसका उपयोग हम इस विषय में करेंगे जिसे dBm पॉवर कहा जाता है तो दूसरी इकाई dBm है क्योंकि आमतौर पर आरएफ आवृत्ति में अब हमारे एप्लीकेशन या अपनी प्रयोगशालाओं में हम विशेष रूप से छोटी मात्रा वाली शक्ति के साथ काम करते हैं तो dBm का मतलब है कि आप इस वाट को मिलीवाट में बदल दें तो वही 10 वॉट शक्ति मिलीवाट में होगी तो यह कितना होगा 10 log10 40dBm 40 dBm को यदि 10000 मिलीवाट से गुणा किया जाता है तो यह 4 होगा इसलिए मेरे पास 40 dBm की शक्ति होगी जिसको कि हम 10 dBw भी कह सकते हैं तो यह शक्ति की इकाइयाँ हैं जो कि आरएफ आवृत्ति में हम आम तौर पर उपयोग करते हैं अब एक और चीज देखें आम तौर पर इसी कारण से हम शक्ति के अभाव में रहते हैं इसलिए आरएफ डिज़ाइनर आरएफ उपकरणों को आमतौर पर 50 ओम प्रतिबाधा के लिए डिज़ाइन करते हैं तो यह एक छोटा सी प्रतिबाधा है जबकि ऑसिलोस्कोप जांच में प्रतिबाधा किलोओम या मेगाओम की श्रेणी में देखी जाती है आस्टसीलस्कॉप प्रोब्स को हम 1 ओम या 10 ओम वगैरह में बदल सकते हैं तो आप इस अंतर का कारण देखते हैं तो स्लाइड से पता चलता है कि शक्ति को हम इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं P V2Z तो वोल्टेज को बिना बदले यदि आप प्रतिबाधा को कम कर देते हैं तो आपको अधिक शक्ति मिलती है यही कारण है कि RF लोग 50 ओम का उपयोग करते हैं जबकि आस्टसीलस्कप से वे लोग काम करते हैं जो बेसबैंड में रुचि रखते हैं या वोल्टेज में रुचि रखते हैं तो वोल्टेज को हम इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं V PZ तो अधिक प्रतिबाधा का मतलब है कि आपको अधिक वोल्टेज मिलेगा जब एक समान शक्ति दी जाती है यही कारण है कि गैर आरएफ लोग उच्च प्रतिबाधा से प्यार करते हैं तथा आरएफ लोग कम प्रतिबाधा से तब भी आमतौर पर RF में उच्च करंट ड्रेन होता है जोकि आमतौर पर मिली एम्पीयर के क्रम में होता है जबकि डिजिटल ब्लॉक में विशेष रूप से सेमीकंडक्टर semiconductorअर्ध चालक तकनीक के कारण यह माइक्रो एम्पीयर या उससे भी छोटे के क्रम में होती है इसलिए विद्युत धारा के अनुसार आरएफ वाले लोगों के पास अधिक शक्ति होती है और इसी वजह से प्रतिबाधा कम होती है यही कारण है कि आरएफ डिजाइनरों के लिए समान शक्ति पर विद्युत धारा अधिक होती है आमतौर पर चित्र की सहायता से यह देखा जा सकता है कि आरएफ वाली चीजें कहाँ रखी जाती हैं तो इस बाईं ओर के चित्र में देखें कि यह एक उपग्रह प्रणाली है तो आप देखें कि यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जोकि उपग्रह से आकर रिसीविंग एंटीना पर गिर रही है फिर यहां कुछ एम्पलीफायर वगैरह है फिर कुछ बैंड पास फिल्टर है फिर मिक्सर और फिर से एक बैंड पास फिल्टर और एक फ़ास्ट IF एम्पलीफायर है तो यह आपके RF का एक हिस्सा है जिसका मतलब है ये सभी आम तौर पर गिगाहर्ट्ज़ या कई मेगाहर्ट्ज़ तक होते हैं तो इसीलिए हम इसे RF फ्रंट एन्ड कहते हैं आमतौर पर ऐन्टेना से पहले या बाद वाले सिस्टम जिन्हें आरएफ फ्रंटेंड कहा जाता है वहां आपको इन सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है जिनमें से कुछ हम निश्चित रूप से इस कोर्स के अंतर्गत सीखेंगे ताकि आप इनको अपने डिजाइन में लागू कर सकें जबकि अगर आपको दाएं ओर देखें तो यहां इस एंटीना की तरफ से आमतौर पर एक नॉन आरएफ सिस्टम होता है इसके बाद अगर IF एम्पलीफायर होता है और यह एक डेमोडुलेटर की तरह होता है तो डेमोडुलेटर के बाद आपके पास फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग डिकोडर है और इसके बाद एक बेसबैंड प्रोसेसर है फिर बोर्ड कंट्रोलर फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग कंट्रोलर मॉड्यूलेटर है तो ये सब आपने अपने अन्य पाठ्यक्रमों में सीखा है तो ये मूल रूप से बेस बैंड प्रोसेसिंग ब्लॉक है जैसे कि डेमोडुलेटर एरर कंट्रोल कोडिंग एरर डिकोडिंग बेसबैंड प्रोसेसिंग और फिर आपकी विभिन्न मॉड्यूलेशन वाली चीजें जो आमतौर पर गैर आरएफ चीजें या एनालॉग या बेसबैंड चीजें होती हैं वे एंटीना से थोड़ा दूर हैं तो बेसबैंड के अनुसार भी यहां एक स्पष्ट सीमांकन है कि यदि आप किसी भी संचार प्रणाली या किसी भी राडार प्रणाली को देखते हैं तो आरएफ सबसे आगे होते हैं जोकि फ्री स्पेस या बाहरी दुनिया में शक्ति को पंप कर रहे होते हैं और बैकएंड में आमतौर पर आरएफ और गैर आरएफ चीजें होती हैं अब यही कारण है कि जैसा मैंने बताया कि यह आरएफ लोग वे शक्ति के प्रति सचेत होते हैं जबकि स्टेटस का अर्थ है वोल्टेज क्योंकि बेसबैंड चीजों में वेअधिकांश निर्णय इस बात से लेते हैं कि क्या एक निश्चित चीज किसी विशेष वोल्टेज सीमा से ऊपर या नीचे या यह 5 वोल्ट से अधिक है या 5 वोल्ट से कम है या यह 25 वोल्ट टीटीएल लॉजिक से अधिक है या नहीं इसलिए यह एक स्टेटस कॉन्शियस जैसी चीज है कि क्या आरएफ में इतनी शक्ति है और आमतौर पर मॉड्यूलेटर इस बेसबैंड और आरएफ ब्लॉक के संगम होते हैं तो इसी तरह एक रिसीवर डेमोडुलेटर में भी इन दो ब्लॉकों का संगम होता है और आम तौर पर हम बेस बैंड को स्टेटस कॉन्शियस और आरएफ को पावर कॉन्शियस कहते हैं और उनके पास अब तक अलग अलग कार्य हैं मैं संक्षेप में बता सकता हूं कि आरएफ के लिए शक्ति परिवहन एक मूल कार्य है जबकि वोल्टेज परिवर्तन हमारे बेस बैंड सिस्टम के लिए मूल कार्य है अब हम संक्षेप में RF डिज़ाइन की कुछ चुनौतियाँ के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लिए हमें विभिन्न मापदंडों पर विचार करने की आवश्यकता है इनमें से एक मापदंड पावर गेन है ना कि वोल्टेज गेन अगला मापदंड नॉइस है क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया से तालमेल जोड़ते हैं तो आप बहुत सी नॉइस को आने या जाने देते हैं मान लीजिए कि आसमान में बिजली चमक रही है या फिर कोई तारा रेडियो स्टार का विकिरण कर रहा है यह सब आपका एंटीना उठा रहा है तो इस वजह से आपको शोर सुनाई देगा तो अब आपको यह पता लगाना है कि जो नॉइस पावर आपको मिल रही है वह क्या है हम सिग्नल टू नॉइस रेश्यो वगैरह के बारे में क्यों बात करते हैं फिर हमें यह पता करना है कि हम अपने उपकरणों में रैखिकता कैसे बनाए रख रहे और यदि हम यह रैखिकता को किसी विशेष आवृत्ति में नहीं बनाए रखते जिसमें हम काम कर रहे हैं तो हम उस गैर रैखिकता के कारण कुछ अन्य आवृत्तियों को उत्पन्न करेंगे जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा क्योंकि हमने देखा है कि यदि आप आवृत्ति को बदलते हैं तो आरएफ सर्किट का पूरा खेल बदल जाता है तो आरएफ डिजाइन में ये तीन बहुत महत्वपूर्ण मापदंड हैं लेकिन जब आप एक सक्रिय सर्किट डिजाइन करते हैं जैसे कि एंपलीफायर वगैरह तब हमें स्थिरता पर विचार करने के बाद ही आरएफ सिग्नल को संचालित करना होता है हमें यह भी मालूम करना होता है कि हमें कितनी डीसी पावर सप्लाई चाहिए और कितना करंट ड्रेन लेकिन अब यहां कुछ खास मापदंड भी है जो कि हमेशा आरएफ में लागू नहीं होते लेकिन उसके कुछ ब्लॉकों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे कि आपके वोल्टेज कण्ट्रोल ऑसिलेटर में लोड के परिवर्तन के कारण ऑसिलेटर की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है इसलिए VCO में लोड पुलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है इसी तरह VCO या ऑसिलेटर्स में एक फेज नॉइस भी एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है क्योंकि यदि आप ध्यान से अंकित नहीं करते तो यह नेटवर्क के बहुत सारे हिस्सों को अच्छे से काम नहीं करने देगा फिर पावर एम्पलीफायर में पावर से मिलने वाली दक्षता कितनी है पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर से पहले लगा है और इसकी दक्षता संचार प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके बाद आती है रिसीवर की संवेदनशीलता जिसका मतलब यह है कि आपकितने छोटे से छोटे सिग्नल को प्राप्त कर पा रहे हैं जब आप लाखों किलोमीटर दूर किसी रेडियो स्टार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं तो आरएफ रिसीवर में हमें यह अंकित करना बहुत जरूरी है कि उसकी संवेदनशीलता कितनी है यकीनन जब आप शक्ति को पंप कर रहे हैं तो आप संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक विशेष मापदंड वाला सिग्नल उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितनी शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं कि आरएफ डिजाइन में बहुत सारी चुनौतियां हैं इसलिए हमारे अगले लेक्चर में कुछ उपकरण देखेंगे जिनके द्वारा हम इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं